प्रिय प्रतिभागियों स्वागत हैं चौथे सप्ताह के चौथे मॉड्यूल में हम डिजिटल बॉडी लैंग्वेज संचार के उन पहलुओं पर ध्यान दिया था जो परंपरागत रूप से जुड़े हुए हैं जैसे एक समाज विकसित हो रहा है टेक्नोलॉजी संचार में ले जाया गया तो इसे करने के लिए अलग प्रतिक्रियाएँ आई एक हाथ पर यह स्थायी अनुसंधान कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप हैं और उसी समय मीडिया के लोगों को भी आकर्षित करता था जिसके परिणामस्वरूप नियमित कॉलम बने विभिन्न प्रसिद्ध लोगों की शारीरिक भाषा को देखते हुए और उसी समय में पेशेवर सेटिंग्स भी इस समझ से प्रभावित हुई यही वजह है कि यह धीरे धीरे पेशेवर सेटिंग्स में अलग मूल्यांकन प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया शरीर की भाषा की पारंपरिक समझ हमें निजीकरण प्रदान करती हैं हम किसी व्यक्ति को देख सकते है और विभिन्न काइनेसिक्स का उपयोग वगैरह के आधार पर हम एक विशेष राय बना सकते हैं हालाँकि एक बार जब तकनीक विकसित होना शुरू हुई और कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण की उपस्थिति के साथ जब हम संबंधित क्षेत्रों में एक अभूतपूर्व विकास देख रहे हैं तो यह पारंपरिक वैयक्तिकरण न केवल अप्रचलित हो गया है बल्कि कई तरह से निरर्थक भी हो गया है और अब हम पाते हैं कि सभी पहलुओं में कंप्यूटर के आधार पर डिजिटल बॉडी लैंग्वेज या हमारे चेहरे के माध्यम से भाव या आवाज़ उद्धरण आदि आम तौर पर माना जाता है कि वे हमारी भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं और हमारे मन का संकेत दे रहे हैं और इन संकेतों का इस्तेमाल किसी भी संचार के बारे में हमारी समझ प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जाता हैं और वे हमारी मदद एक उचित प्रतिक्रिया को पैदा करने में करते हैं प्रतिक्रिया और संदेश को पूरी तरह से समझने में ये मूल्यवान संकेत प्रदान करते हैं एक डिजिटलिज़्ड भी दिया जाता है डिजिटल बॉडी लैंग्वेज एक व्यक्ति के व्यवहार को ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया था एक व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है जब वो पृष्ठों को ब्राउज़ करता हैं और उसे हमें मदद मिली यह पता लगाने में कि क्या वेबसाइट यूज़र निराश हो गए हैं उन सामग्री के साथ या वे फ़्रस्ट्रेटेड हैं या वे लगे हुए हैं आदि मैं एक लेख जो जोसफ वाल्थर संकेत प्रत्यक्ष रूप से और विशेष रूप से बंधे हैं सामाजिक कार्यों के साथ जैसे की इन संकेतों की अनुपस्थिति का निवारण कार्यात्मक प्रभाव पर होने से हो उनके विकास के प्रारंभिक चरण में संचार सिद्धांत जो सीएमसी का बड़े पैमाने पर पालन करती हैं उन संचार घटना के नकारात्मक पहलुओं को देखा जो परंपरागत नॉन वर्बल संकेतों के बिना आती हैं और NVC और सामाजिक कार्यों के बीच पत्राचार करने के लिए माना जाता है भले ही इस स्थिति से निपटने के लिए कई सैद्धांतिक दृष्टिकोण हैं मैं इन तीन सिद्धांतों का उल्लेख करना पसंद करुंगा जो कि उनके मद्देनज़र अलग अलग प्रतिक्रियाएँ हैं पहले एक सोशल प्रजेंस ने 1976 में आगे रखा था सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो इस सिद्धांत के तहत आता है तब शुरू हुआ जब आमने सामने की कम्युनिकेशन से ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इसको शिफ्ट किया गया था जब हम ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्थानांतरित हो गए हम ने पाया कि नॉन वर्बल वगैरह ने दिया था वे सुझाव देते है कि आमने सामने के संचार में नॉन वर्बल संचार के पहलुओं की स्थापना बातचीत के सामाजिक संदर्भ के भीतर जो अलग अलग लोग बातचीत करते हैं और सामाजिक संदर्भ प्रतिभागियों की मदद करता है प्रामाणिक व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए और उसी के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए इस सामाजिक संदर्भ के अभाव में प्रतिभागी डे इंडिवीडुअलिज़ेडद्वारा प्रस्तावित किया गया था और फिर 1986 में उन्होंने इसे आगे बढ़ाया उनका सुझाव है कि नॉन वर्बल सिद्धांत एक व्यक्ति पर समझ के स्तर से अधिक संबंधित है इन सैद्धांतिक दृष्टिकोण को 'ब्लैक बॉक्स सिद्धांत के नाम से जाना जाता हैं बहुत जल्द ही व्यक्तिगत सीएमसी और सोशलया एसआईपी सिद्धांतों के अनुकूल मॉडल में बदल दिया गया टेक्नोलॉजी में बदलाव ने हमारी धारणा को बदल दिया यह विभिन्न व्यावसायिक सेटिंग में उपयोग हो रहा हैं हमारा रवैया और हमारे संबंधों में भी परिवर्तन आया हैं यह बदलते दृष्टिकोण बदलते SIP सिद्धांतों में परिलक्षित होते है इन सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अनुसार उपयोग कर्ता शोषण या बल्कि वे नॉन वर्बल संचार को समझने में पर अभी भी यह सांस्कृतिक धारणा के आधार पर किया गया था सीमसी के संदर्भ में इन सैद्धांतिक दृष्टिकोण ने यह सुझाव दिया है कि क्रोनेमिक्स शारीरिक भाषा ने पारंपरिक रूप से माना कि शरीर के व्यवहार के माध्यम से एक व्यक्ति बाहरी संदेश भेज सकता हैं और संवेदी धारणा शक्ति और संचार सोचा गया था और शरीर की भाषा की समझ को जोड़ा गया था कि कैसे हमारे मूड भावनाओं और रवैये आदि को अन्य व्यक्ति समझता हैं और इसके विपरीत द्वारा जबकि वैज्ञानिको ने अब दावा किया है कि हमारे शरीर की भाषा आंतरिक संदेश भी भेजता हैं इसका उपयोग न केवल अन्य लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है बल्कि इसका उपयोग हमारे स्वयं के दृष्टिकोण को प्रभावित करने और फिर से व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि हम एक सकारात्मक शारीरिक भाषा बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे हमारी भावनाओं में सकारात्मक बदलाव आएगा इस वैज्ञानिक खोज को मजबूत किया गया है पारंपरिक समझ से जो हमेशा मानती थी कि शरीर और मस्तिष्क के बीच बहुत करीबी संबंध है इस बिंदु पर हम NLP या न्यूरो का भी उल्लेख कर सकते हैं जो इस पर केंद्रित हैं कि कैसे मन और शरीर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं कंप्यूटर मेडिएटेड संचार का प्रयोग होता है

1990 में इमोटिकॉन का क्या अर्थ है और बात को कप्स में लिखना चिल्लाने के बराबर है डिजिटल बॉडी लैंग्वेज एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है जो संभावित खरीदारों के संकेतों का पता लगाने और समझने के लिए है और उनके साथ बेहतर संवाद करने का इरादा रखता है उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि संक्रमण का आगमन एक दशक पहले हो गया था इंटरनेट की शुरूआत के साथ और विभिन्न नए तरीकों की शुरूआत जानकारी तक पहुँचने और दूसरों पर इसे पारित करने के लिए हो गई थी एक महत्वपूर्ण पुनर्विचार की आवश्यकता हैं बाजार में काम करने वाले लोगों पर बिक्री पेशेवर और जिस संगठनों की सेवा में वो हैं उनके अनुसार डिजिटल बॉडी लैंग्वेज आज के समाज में एक जरूरत बन गई है तो वास्तव में वाक्यांश डिजिटल बॉडी लैंग्वेज किसको संदर्भित करता है यह किसी भी वेबसाइट या ऐप पर एक उपयोगकर्ता द्वारा किए गए हर इंटरैक्शन और इशारे को संदर्भित करता हैं आप कितनी तेजी और जिस कोण पर अपने माउस को घूमाते है जहां वे क्लिक करते हैं जैसे वो स्क्रॉल करते हैं वे किस तरह से डिवाइस रोटेशन करते हैं जिस दर पर वे टैप करते हैं जहां वे पिंच करते हैं और इसी तरह की अन्य बाते इन चीज़ो को मूल रूप से बिक्री लोगों के साथ शुरू किया गया है जो लोग मार्केटिंग के लिए संसाधनों की ऑनलाइन उपलब्धता को टैप करना चाहते थे इसलिए धीरे धीरे हमें पता चलता है कि बढ़ती ऑनलाइन बिक्री और फीडबैक सिस्टम डेटा प्राप्त करने के लिए और ग्राहक व्यवहार संबंधित जानकारी उत्पन्न करने के लिए हुई थी जो लोग कंपनी की नीतियों का प्रबंधन करते हैं इसके महत्व को महसूस करने लगे और मैं बताना चाहूँगा कैप्चरिंग अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेसिंग करना सूक्ष्म संकेत को यह ऑनलाइन प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं और वे डिजिटल बॉडी लैंग्वेज के रूप में जाना जाने लगा डिजिटल प्रोफाइल का निर्माण मुख्य रूप से बिक्री के लोगों द्वारा किया गया था लेकिन अनुमानों की मदद से यह पाते लगा सकते हैं कि बहुत जल्द ही यह हमारे जीवन के लगभग हर दूसरे आयाम में उपयोग किया जाने लगा हैं हमारे डिजिटल प्रोफाइल की मदद से एक उत्पाद के बारे में न केवल हमारी रुचि इरादों और चिंताओं के बारे में जानकारी का विश्लेषण किया जा सकता है बल्कि किसी अन्य मुद्दे के बारे में भी हो सकता है जिसके बारे में हमने एक ऑनलाइन जिज्ञासा दिखाई हो तो डिजिटल बॉडी लैंग्वेज और इसकी समझ से सार्थक अभियान और सवाल भी पैदा होते हैं एक 2007 का सर्वेक्षण जो नॉलेजद्वारा आयोजित किया गया स्वीकार किया गया की बदलते बिक्री की दुनिया में यह पाया गया कि 93 प्रतिशत ग्राहक महसूस करते है कि ऑनलाइन जानकारी भी उतनी ही मूल्यवान हैं जितनी किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गई हो उदाहरण के लिए प्रकाशन या हैंडबुक या अन्य मुद्रित प्रचार सामग्री 84 प्रतिशत ग्राहकों ने जानकारी के लिए प्रमुख खोज इंजनों का उपयोग किया अपने अन्वेषण शुरू करने के लिए लगभग 75 प्रतिशत खरीदारो ने अपनी क्रय जानकारी की परिपक्वता ऑनलाइन इकट्ठा करते हैं और हर पांच में से चार ग्राहक नई जानकारी की खोज के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार वेब का उपयोग करते हैं यह निष्कर्ष 2007 के सर्वेक्षण का हैं तब से प्रौद्योगिकी की उपस्थिति केवल बढ़ी है इसलिए हम पारस्परिक व्यवहार की हमारी समझ में प्रौद्योगिकी के समकालीन प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं और इसलिए डिजिटल बॉडी लैंग्वेजभी उतनी ही महत्वपूर्ण है यहाँ कुछ आरक्षण हैं उनकी उपयोगिता के बारे में विशेष रूप से उन संगठनों में जो सीखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और मनुष्य के विकास के साथ संबंधित हैं टेक्नोलॉजी सक्षम संचार और लेन देन की कमाई हमारे व्यवहार में विभिन्न परिवर्तन लाते हैं और हम पाते हैं कि न केवल व्यवसायों बल्कि सेवाओं को भी डिजिटल तौर तरीकों के लिए स्थानांतरित कर रहे हैं यह निश्चित रूप से सुविधाजनक है यह त्वरित भी है इससे समय की बचत होती है और यह लागत प्रभावी भी है यह आम आदमी की पहुंच के भीतर है विशेष रूप से कक्षा की स्थितियों के बारे में चिंताओं को उठाया गया है जहां यह महसूस किया गया था कि आंखों के संपर्क प्रोक्सेमिक्स के परिणामस्वरूप कम वास्तविक समय की व्यस्तता हो सकती है जो एक शिक्षक की ओर से एक कक्षा में शरीर की भाषा के अनुकूल होने के अवसर को प्रभावित कर सकती है और यदि आवश्यक हो तो हस्तक्षेप का सुझाव दे सकती है उस ही समय में हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे आराम की कमी या डिजिटल तरीकों के उपयोग में हमारी कमी के कारण कुछ आरक्षण भी हो सकते हैं इस दिलचस्प वीडियो में डिजिटल बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से समझाया गया है तो हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर की भाषा क्या है वास्तव में 80 प्रतिशत आमने सामने का संचार शरीर की भाषा के माध्यम से है लेकिन आजकल की दुनिया में जब हम फिर से एक वैश्विक टीम में हैं तो लगभग 80 प्रतिशत तक का समय हम एक दूसरे के साथ कमरे में नहीं हैं यह सही है हम को समझना होगा क्या नया संकेत हैं लोगों को पढ़ने के लिए समझने के लिए की क्या वे कर रहे हैं वास्तव में मतलब क्या हैं जब ई मेल लिखा और जब भेजा गया है एक निश्चित समय और डिजिटल बॉडी लैंग्वेज हमारे डिजिटल वार्तालाप के संकेतों में नए छिपे संकेत हैं वो हमें समझने के लिए मदद करते हैं क्यों किसी ने उस एक समय पर ई मेल के लिए कहा था याएक सीईओ ओ के लिखते हैं अवधि के साथ तो इस अवधि का क्या कुछ मतलब है सब कुछ माध्यम से वह विराम चिन्ह जो हम उपयोग करते हैं हमारी प्रतिक्रिया के समय जो हम सीसी और बीसीसी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आज डिजिटल बॉडी लैंग्वेज में एक संकेत हैं अक्सर हम सोचते हैं कि हम वास्तव में जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है लेकिन वास्तव में हम ने डेटा में देखा कि वहाँ बहुत सारी ग़लतफहमी हैं चिंता और भ्रम की स्थिति हैं कि वास्तव में व्यक्ति का क्या मतलब हैं क्योंकि हम आँख मिलाना मंजूरी देना हाथ मिलाना जो हम ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज का उपयोग समझदारी से कर रहे हैं क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं पहला यह है कि ब्रेविटी भ्रम पैदा कर सकती है ज्यादातर हम सबसे छोटी टीम के लिए जाते हैं कई कहानियाँ मेरे पसंदीदा उदाहरणों में हैं उनमें से एक CML हैं जो उनकी टीम से एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में एक बड़ा दस्तावेज़ भेजा गया था और कुछ एक लाइनर लिखते हैं जोकि सिर्फ सोचा गया जो वह एक बैठक में कह सकते हैं लेकिन लोग गंभीरता से नहीं लेंगे क्या आप जानते हैं वो सिर्फ एक विचार हैं यद्यपि अचानक एक लाइनर ईमेल के बाद क्योंकि वास्तव में उसके संदर्भ में नहीं देखा हैं उन्होंने एक काम धारा एक सप्ताह के भीतर बनाया है और घंटे काम पर खर्च किये हैं जिसकी उस को वास्तव में जरूरत नहीं है कभी कभी हमको वास्तव में सचेत रहना हैं की कैसे हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और हम वास्तव में स्पष्ट है आज की दुनिया में और नए संकेत है कि हम को सचेत रहना होगा दूसरा है कि समय सब कुछ है कई बार हम देखते है कि हम हर समय 24 7 प्रतिक्रिया देते हैं कुछ लोगों को उम्मीद है कि कुछ लोगों इस कि उम्मीद कभी नहीं केरेंगये और हम को वास्तव में समय के आसपास की उम्मीदों के बारे में अलग तरह से सोचना है सबसे बड़ी चीजों में से मैंने अपने शोध में पाया है कि अगर आप एक धन्यवाद का ई मेल कुछ मिनट या एक घंटे की बैठक के बजाये कुछ दिनों या सप्ताह बाद भेजते हैं तो लोगों का धन्यवाद से जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण अंतर होगा और बस यहलगभग एक आभासी हाथ मिलाने का संकेत है तो मैं हर किसी के बारे में सोचने को बोलता हूँ की किस प्रकार के डिजिटल शरीर की भाषा के बारे में मैं पेश कर रहा हूँ और कैसे मैं यह सुनिश्चित कर सकते हूँ कि मैं स्पष्ट जा रहा हूँ और किसी भी गलत सोच से परहेज किया जा रहा है आज की डिजिटल में डिजिटल बॉडी लैंग्वेज में कैसे कंप्यूटर की मदद से हम शरीर की भाषा को समझ सकते हैं और अब हमें लगता है कि कंप्यूटर आ रहे हैं जो हमारे शरीर की भाषा पढ़ सकते हैं रियल टाइम डिटेक्टरों के एक शोधकर्ता ने कंप्यूटर को सक्षम किया जो वास्तविक समय में वीडियो से कई लोगों के बॉडी पोसेस और हरकत को समझ सकता हैं पहली बार में वह प्रत्येक व्यक्ति के हाथ और उंगलियों की मुद्रा भी वह तकनीकी क्षमता ट्रैक करने और व्यक्तियों के हरकत पर नज़र रखने की एक बहुत लंबे समय से हैं लेकिन यह विचार कि एक भीड़ में कंप्यूटर व्यक्तिगत लोगों के इशारों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं यह एक क्रांतिकारी अवधारणा है यह नई विधि पनोप्टिक शब्द को बरकरार रखा गया है पनोप्टिकान ने19 वीं सदी के बीच में प्रस्तुत किया था एक क्रांतिकारी अवधारणा हैजेलों पागल खाने स्कूलों अस्पतालों और कारख़ानों के डिज़ाइन के पीछे विचार हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक प्रणाली की जरूरत है नागरिकों को विनियमित करने के लिए जो मध्ययुगीन यातना कमरे और तहखानों से अलग हो पनोप्टिकान ने भी एक तकनीक और नियामक के रूप में उद्धृत किया था जो कि उनके बीच के संबंधों को जानने के लिए शक्ति और ज्ञान के नियामक थे इसलिए फौकॉल्ट एक अनुशासनात्मक स्थिति में सामाजिक नियंत्रण और लोगों की प्रणालियों को समझते थे यह दिलचस्प है कि शरीर की भाषा का यह स्मार्ट मास स्केल रीडिंग एक ही रूपक डिज़ाइन का उपयोग करता है जिसको 19 वीं सदी में इस्तेमाल किया गया था 2 डी मानव रूप या गति पर नज़र रखने के लिए इन विधियाँ ने लोगों और मशीनों के बीच बातचीत करने के नए तरीके खोल दिए थे बहुत जल्द यह उम्मीद है कि सामाजिक स्थानों में एक रोबोट को सेवा करने की अनुमति मिलेगी इस तरह सेहम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज की समझ वैज्ञानिक को रोबोटिक के व्यवहार को इस तरह से प्रोग्राम करने की अनुमति देगी जिसमें वे मानव समाज के साथ बिना किसी संघर्ष के बातचीत कर सकते हैं आज के दुनिया में हम लगातार ऑन लाइन पैरों के निशान छोड़ रहे है हमारे डिजिटल बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ हमारी ऑन लाइन उपस्थिति रिक्रूटर्स के लिए पसंदीदा उपकरण बन गई है खासकर तब जब विभिन्न ऑन लाइन साइटों की एक मजबूत कनेक्टिविटी होती है जो एक अपरिहार्य डिजिटल व्यक्तित्व बनाता है इसलिए हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी शारीरिक भाषा न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि किसी भी तकनीकी संसाधनों के उपयोग में सकारात्मक होनी चाहिए उदाहरण के लिए जिस तरह से हम अपने ट्वीटर अकाउंट पर हैश टैग का उपयोग करते हैं वह प्रतिक्रिया जो हम विभिन्न संदेशों को भेजते हैं वह डिलीट होती है या तत्काल होती है उस दिन का समय क्या है जिस दिन हम सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं और उस दिन का समय क्या है जिसमें हम अपने काम से संबंधित मुद्दों के लिए मीडिया का उपयोग कर रहे हैं वो लिंक और लोग कौन से हैं जिनका हम अनुसरण करते हैं हमारे द्वारा साझा किए जाने वाले संदेश के प्रकार क्या हैं हम अक्सर अपने सुझाव में अलग अलग मीडिया प्लैट फॉर्म को लिंक करते हैं उदाहरण के लिए क्या हमें पुराने ट्वीट्स को री ट्वीट करने की आदत है क्या हम अपने फेसबुक पोस्ट को अपने लिंक के पोस्ट के साथ जोड़ते हैं हमारे मीडिया की उपस्थिती अन्य लोगों के लिए एक सम्मान विविध विचारों के लिए पसंद और शेयरों के माध्यम से हमारा आदर हैं या यह नकारात्मक है इसलिए हम यह कह कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आज की तकनीकी दुनिया में डिजिटल बॉडी लैंग्वेजकी समझ महत्वपूर्ण है और समान रूप से हमारी क्षमता हमारे डिजिटल व्यक्तित्व को सकारात्मक ढंग से बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं ये हमें बॉडी लैंग्वेज के दूसरे पहलू पर लाता हूं और यही वह सावधानियां हैं जो हमें स्काइप पर एक साक्षात्कार का सामना करते समय उठानी चाहिए यह बॉडी लैंग्वेज का एक खास पहलू है जिसे शायद बाद में लाइव सेशन में लिया जा सकता है धन्यवाद